कीवर्ड तापमान गड़बड़ी कैस्केड नियंत्रण प्रतिक्रिया नियंत्रण नियंत्रण लूप रिएक्टर भाप प्रवाह दरस्टीम फ्लो रेट शुभ दोपहर यह हमारा आखिरी पाठ है on प्रोसेस कंट्रोल प्रक्रिया नियंत्रण आज हम कुछ विशेष कंट्रोल स्ट्रक्चर को देखेंगे विशेष इसलिए क्योंकि अब तक हमने जो भी नियंत्रण PID कंट्रोल स्मिथ प्रेडिक्शन कंट्रोल का अध्ययन किया है हर जगह हमने एक विशेष कंट्रोल प्रोसेस को महसूस किया था जिसे हम नियंत्रित करना चाहते थे इसलिए क्यों की आउटपुट और हमने इसे वापस फीडबैक कर दिया और हम केवल एक एक्ट्यूएटर का भी उपयोग करते हैं अब आज हम देखेंगे कि कुछ मामलों में ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं जहाँ हम एक प्रक्रिया में एक से अधिक सेंसर का उपयोग कर सकते हैं हम जिस का अध्ययन करेंगे जो एक बहुत लोकप्रिय नियंत्रण रणनीति है जिसे ओवरराइड कंट्रोल सिलेक्टिव नियंत्रण और विभाजन सीमा नियंत्र के रूप में जाना जाता है ये प्रक्रिया नियंत्रण पुस्तकों में पाए जाने वाले बहुत मानक शब्दावली हैं इसलिए हम उस पर एक नज़र डालेंगे सही तो इससे पहले कि हम ऐसा करें हमें पहले निर्देशात्मक उद्देश्यों को देखेंगे इसलिए आज इस पाठ को सीखने के बाद छात्र को एक सिंगल लूप कंट्रोल की कुछ कमियों का वर्णन करने में सक्षम होगा और हम देख सकते हैं कि इनमें से कुछ कमियों के आधार पर कैस्केड नियंत्रण इन कमियों में से कुछ को संबोधित करेगा और इसलिए हम कैस्केड नियंत्रण सीखेंगे और एक कैस्केड कंट्रोल लूप निकालना और इस स्ट्रक्चर का एक सिंगल सेंसर फीडबैक लूप अनकंवेंशनल पर फायदों का प्रदर्शन इसके अतिरिक्त वह यह भी समझने में सक्षम होगा कि चयनात्मकसेलेक्टिव और ओवरराइड नियंत्रण हैं क्या हैं और इसी तरह विभाजित सीमा नियंत्रण स्प्लिट रेंज कंट्रोल इसलिए मूल विचार यह है कि इस तरह के नियंत्रण लूप्स से खुद को परिचित करें और उनके लाभ को समझें तो पहले हम सिंगल सेंसर कंट्रोल लूप्स की समस्याएं पर एक नजर डालेंगे कभी कभी ऐसा होता है कि आप जानते हैं नियंत्रण लूप का मूल विचार है कि गड़बड़ी की देखभाल करने के लिए नियंत्रण इनपुट को सही या एडजस्ट करना मूल रूप से वहां और एक मानक नियंत्रण लूप में एक नियंत्रण कानून की गणना करके करता है एरर पर इसलिए गड़बड़ी की प्रतिक्रिया में नियंत्रण लूप को कितनी जल्दी समायोजितएडजस्ट किया जाएगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि एरर कितनी जल्दी बन जाएगी इसलिए उदाहरण के लिए हमने पाया है कि हमारे एकल सेंसर नियंत्रण में उदाहरण के लिए हम मानक नियंत्रण लूप लेते हैं इसलिए आपके पास यहां आने वाला रिफरेन्स है और यहां आपके पास नियंत्रक CE और प्लांट Pe है और यह आउटपुट है और एक फीडबैक है इसलिए आप देखते हैं कि इसमें डिस्टरबेंस गड़बड़ी हो सकती है विभिन्न पॉइंट्स पर संयंत्र सही तो ये डिस्टरबेंस हैं d यह सेट पॉइंट r है और यह आउटपुट y है इसलिए नियंत्रक कंट्रोलर मूल रूप से इस u की गणना कर सकता है जो नियंत्रण इनपुट है या तो r d में या तो मूल रूप से भिन्नता का ध्यान रखना यदि r बदल रहा है तो r को बदलना है कि इसे u को एडजस्ट करने की आवश्यकता है ताकि y r के करीब हो जाए अब आप देखते हैं कि यह नियंत्रक अच्छी तरह करता है से क्योंकि r में कोई भी परिवर्तन यदि r इस स्तर से इस स्तर तक परिवर्तन करते हैं तो हम कहते हैं तो तुरंत एरर भी इस स्तर से कूद जाएगी इसलिए r में परिवर्तन के लिए एरर e में परिवर्तन लगभग तात्कालिक है तो नियंत्रक u में तात्कालिक परिवर्तन के साथ प्रतिक्रिया करता है और आउटपुट को जितनी जल्दी हो सके एडजेस्ट किया जाता है लेकिन ऐसा नहीं होता है जब डिस्टरबेंस के स्तर में बदलाव होता है इसलिए क्योंकि यह तब भी होता है जब आपके पास a है आइए हम पेन के एक अलग रंग का उपयोग करते हैं इसलिए यहां तक कि अगर आपके पास कोई गड़बड़ीडिस्टरबेंस है तो भी इस गड़बड़ीडिस्टरबेंस का असर आउटपुट पर आने में कुछ समय लगता है क्योंकि गड़बड़ी को प्लांट में प्रवेश करना पड़ता है और फिर आउटपुट तक जाना होता है तो उस समय के दौरान एरर e अपरिवर्तित रहती है और नियंत्रक कंट्रोलर स्पष्ट रूप से इसके इनपुट को एडजस्ट नहीं करता है इसलिए यह एक सिंगल लूप कंट्रोल की समस्या है ठीक है तो यह समझने के बाद कि हम यह महसूस कर सकते हैं कि एरर में गड़बड़ीडिस्टरबेंस और आउटपुट के बीच हाई लेग कभी कभी हो सकता है जहां यह प्रदर्शित हो रहा है उसके आधार पर अगली बात यह है कि अब हम जानते हैं कि यदि हाई लेगउच्च अंतराल है तो हमारा फेज मार्जिन कम है यही कारण है कि सिस्टम लूप ट्रांसफर फ़ंक्शन में बहुत सारे फेज अंतराल हैं इसलिए हमें स्थिरता बनाए रखने के लिए अपने लाभ को कम रखने की आवश्यकता होती है अब अगर हमें अपने लाभ गेन को धीमा रखना है तो स्वाभाविक रूप से हमें खराब ट्रांसिएंट रिस्पांस क्षणिक प्रतिक्रिया मिलेगी इसलिए हम स्थिरता की आवश्यकताओं के कारण प्लांट को मुश्किल से नहीं चला रहे हैं तो यह वह समस्या है जो कभी कभी सिंगल लूप कण्ट्रोल में उत्पन्न होती है दूसरे यह एक समस्या है जो संबोधित करेगी आप देखेंगे कि कैसे इसे कैस्केड नियंत्रण का उपयोग करके संबोधित किया जा सकता है और बहुत ही सामान्य रूप से संबोधित किया जाता है अब कुछ अन्य स्थितियां भी नियंत्रित कर सकती हैं उदाहरण के लिए कुछ मामलों में हमें एक वेरिएबल को नियंत्रित करना होगा जो मौजूद है एक डिस्ट्रिब्यूटेड सपटिआली डिस्ट्रिब्यूटेड रीजन उदाहरण के लिए मान लें कि हम इस कमरे में तापमान को नियंत्रित करना चाहते हैं जिसमें मैं बैठा हूं तो जाहिर है यह कमरा एक बड़ी जगह है जहां मेरा मतलब है आप एयर कंडीशनिंग में एक कमरे में तापमान को कैसे नियंत्रित करते हैं आप ठंडी हवा प्रदान करते हैं अब आप कितनी ठंडी हवा प्रदान करेंगे यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कमरे में क्या तापमान चाहते हैं लेकिन आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं जाहिर तौर पर तापमान सेंसर का उपयोग करते हैं लेकिन एक तापमान सेंसर होगा मान लीजिए कि यह आमतौर पर एयर कंडीशनिंग तापमान में एक आरटीडी है जो प्रतिरोध तापमान डिटेक्टरोंका उपयोग कर रहे हैं तो आप प्रतिरोध तापमान डिटेक्टर को कहां रखेंगे क्या आप इसे छत पर रखेंगे या क्या आप इसे फर्श पर रखेंगे अगर यह फर्श पर है तो फर्श के किस कोने में रखेंगे या आप इसे केंद्र में रखेंगे इसलिए याद रखें कि आप करेंगे तापमान को बिल्कुल उस बिंदु पर नियंत्रित किया जा है जहां पर जहां सेंसर लगाया जाता है भले ही अन्य स्थानों पर तापमान थोड़ा अलग हो नियंत्रक के पास यह जानने का कोई तरीका नहीं है क्योंकि सेंसर मैं नियंत्रक है इसलिए जब भी हमारे पास एक सेंसर हैं हमें यह समझना चाहिए कि हम उस सेंसर स्थान पर नियंत्रित मूल्य को नियंत्रित कर रहे हैं इसलिए यदि आप क्षेत्र पर कुछ समान नियंत्रण बनाए रखना चाहते हैं तो हमें कभी कभी और अधिक डालने की आवश्यकता होती है एक सेंसर और उन्हें एक नियंत्रण लूप में शामिल किया गया है इसलिए कई मामलों में यह आवश्यक है इसलिए समग्र प्रक्रिया औसत को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न स्थानों पर कई सेंसर की आवश्यकता होती है इसलिए आप कमरे के औसत तापमान को नियंत्रित करना चाहते हैं इसलिए आपको तीन चार अलग अलग स्थानों पर तीन चार सेंसर लगाने होंगे या कभी कभी हम चरम मूल्यों को नियंत्रित करना चाहते हैं आप जानते हैं क्योंकि कभी कभी विभिन्न स्थानों पर उत्पादन समान नहीं हो सकता है और यदि यह बहुत अधिक हो जाता है तो इससे नुकसान हो सकता है या यदि यह बहुत कम हो जाता है तो इससे नुकसान हो सकता है इसलिए कभी कभी हम औसत मूल्यों को चुनना पसंद कर सकते हैं कभी कभी हम विलुप्त मूल्यों को चुनना पसंद कर सकते हैं जो कि अधिकतम या न्यूनतम मूल्य हैं और इन उद्देश्यों के लिए हमें कई सेंसर लगाने की आवश्यकता है कुछ ऐसे मामले भी हैं जहां सिस्टम वास्तव में अलग अलग संचालित होते हैं मोड जो तब होता है जब यह माना जाता है कि सेट पॉइंट बहुत कम है तो आप सिस्टम को एक मोड में संचालित करना चाहते हैं यदि यह बहुत अधिक है तो आप इसे किसी अन्य मोड में संचालित करना चाहते हैं आम तौर पर ऐसा होता है क्योंकि प्रक्रिया नॉनलीनार है उदाहरण के लिए यदि आप अंदर जाना चाहते हैं यदि आप पश्चिमी देशों में जाते हैं तो आप पाएंगे कि वर्ष का एक हिस्सा तापमान गर्म हो जाता है इसलिए आपको एयर कंडीशनिंग की आवश्यकता होती है या आपको ठंडा और समय का हिस्सा चाहिए जब यह बन जाता है जब में मेरा मतलब है कि सर्दियों में आपको कमरे को गर्म करना होगा अब आप देखते हैं कि ठंडा करना और उसी उपकरण का उपयोग करके हीटिंग नहीं किया जा सकता है तो आप अनिवार्य रूप से एक ही प्रक्रिया वेरिएबल को नियंत्रित करने के लिए जो कि कमरे के तापमान का उपयोग है आपको दो अलग अलग उपकरणों या एक्चुएटर्स की आवश्यकता है और आपको एक नियंत्रण लूप की आवश्यकता है जो इन दोनों एक्ट्यूएटर्स को शामिल करेगा और सेट तापमान के आधार पर उनमें से किसी एक को अभिनय करेगा जो कि आप चाहते हैं यह निर्धारित तापमान परिवेश से कम है या यह परिवेश से अधिक है तो ऐसी स्थितियों में लूप स्ट्रक्चर में अचानक बदलाव करना पड़ता है और हम उसका अध्ययन करने जा रहे हैं इसलिए हमें पहले कैस्केड कण्ट्रोल पर ध्यान देना चाहिए इसलिए हम पहली बार कैस्केड कण्ट्रोल के लिए एक प्रेरणा पर ध्यान देने जा रहे हैं इसलिए यहाँ हमारे पास एक प्रक्रिया की कल्पना करना सही है इसलिए यहाँ हमारे पास एक प्रक्रिया है इसलिए यह हमारा संयंत्र है अब हम केवल कल्पना कर रहे हैं कि संयंत्र वास्तव में दो अलग अलग उप प्रणालियों से मिलकर बना है वर्तमान में हम उदाहरण देखते हैं हम उदाहरण बहुत देखेंगे शीघ्र ही कई मामले हैं उदाहरण के लिए रिएक्टरों का ठंडा होना एक बहुत ही विशिष्ट मामला है जहां इनपुट के बीच संबंध है आप आमतौर पर जानते हैं कि रिएक्टरों को शीतलक तरल पदार्थों का उपयोग करके ठंडा किया जाता है जो रिएक्टर के जैकेटों के माध्यम से बहते हैं इसलिए रिएक्टर की दीवार में कुछ जगह होती है और आप उस स्थान के माध्यम से शीतलक को प्रसारित करते हैं ताकि आप रिएक्टर के तापमान को शांत कर सकें जो एक्ज़ोथिर्मिक रिएक्टरों से होता है जहां प्रतिक्रिया से ही गर्मी पैदा होती है तो इनपुट स्टीम फ्लो रेट है और आउटपुट रिएक्टर का तापमान है जिसे आप नियंत्रित करना चाहते हैं इसलिए बीच में इसलिए ये स्टीम फ्लो रेट कैसे तापमान में परिवर्तित होती है इसलिए विभिन्न चरण हैं इसलिए उदाहरण के लिए पहले आप स्टीम फ्लो रेट शीतलक प्रवाह दरकूलैंट फ्लो रेट नहीं डालते हैं इसलिए पहले कूलैंट फ्लो रेट जैकेट में एक तापमान स्थापित करेगी क्योंकि जैकेट और रिएक्टर इंटीरियर के बीच तापमान का अंतर होगा इसलिए हीट ट्रांसफर होगा और गर्मी रिएक्टर से जैकेट तक आएगी और इसलिए तापमान में गिरावट आएगी इसलिए मूल रूप से दो अलग अलग तंत्र हैं एक प्रवाह से जैकेट में तापमान की स्थापना और जैकेट से प्रभावित करने के लिए है कि जैकेट और रिएक्टर हीट ट्रांसफर तंत्र के बीच जैकेट से ह तो वे हैं इसलिए इस तरह की चीजें होती हैं और आपके पास एक मोटर में उदाहरण के लिए एक मोटर मान लीजिए कि आप स्थिति को नियंत्रित करना चाहते हैं तो आप देते हैं जो आप देते हैं आप देते हैं आप मोटर के टर्मिनल पर इलेक्ट्रिकल वोल्टेज को बदलते हैं इसलिए वोल्टेज रिले मान लें कि यह डीसी मोटर है इसलिए मूल रूप से आप आर्मेचर करंट को बदलते हैं यदि आप आर्मेचर को बदलते हैं तो आप जो बदल रहे हैं वह टार्क है इसलिए मूल रूप से आप जो इनपुट दे रहे हैं वह टार्क है अब और इसलिए यहाँ आपके पास टोक़ है और यहाँ आपके पास स्थिति है मान लीजिए कि एक पोजीशन कण्ट्रोल एप्लिकेशन है इसलिए बीच से और इसलिए टार्क अक्सेलरेशन से डायरेक्ट प्रोपोर्टीनाल है बस मोमेंट ऑफ़ मोमेंट ऑफ़ मोमेंट ऑफ़ इनरशीया को विभाजित करें आपको अक्सेलरेशन मिलेगा ताकि निरंतर हो लेकिन अक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच एक एकीकरण है इसलिए यह 1 s एकीकरण हो सकता है और यहां आपके पास वेलोसिटी है फिर से वेलोसिटी और पोजीशन के बीच आपके पास एक और एकीकरण है तो यह एक और 1 s है और आप वेलोसिटी प्राप्त करते हैं और आपको पोजीशन मिलती है इसलिए आप देखते हैं कि इनपुट टार्क और आउटपुट पोजीशन बीच आपके पास इस मामले में दो अलग अलग उपप्रणालियां हैं एक मोटर के मामले में यह एक अभिन्न है तो यह एक बहुत ही विशिष्ट स्थिति है अब इस स्थिति में हो सकता है आप जानते हैं हर जगह गड़बड़ी हो सकती है उदाहरण के लिए लोड गड़बड़ी लोड डिस्टर्बेंस हो सकती है और लोड गड़बड़ी कहां से आती है लोड गड़बड़ी में आ सकता है विभिन्न स्थानों पर आ सकता है इस मामले में मोटर के मामले में यह आ सकता है यह इनपुट पर ही आ सकता है क्योंकि टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टार्क माइनस लोड टार्क आपको शुद्ध टार्क देगा इसलिए यदि कोई लोड डिस्टर्बेंस यहां आती है तो इस पूरी प्रक्रिया से गुजरना होगा और फिर यह आउटपुट को प्रभावित करेगा और फिर यह फीडबैक होगा और फिर एरर होगी इसलिए इसमें बहुत देरी होती है यही कारण है कि तो क्या होता है यदि आपके पास इतना फेज लेग है तो कभी कभी क्या हो सकता है कि आप देखते हैं कि स्टेबिलिटी मार्जिन कम है इसलिए गड़बड़ी d2 से y ट्रांफर फ़ंक्शन में लेग और है लेकिन ऐसा होता है कि यह मध्यवर्ती वेरिएबल y1 इस मामले में तुरंत d2 से प्रभावित होता है या यहां तक कि अगर गड़बड़ी यहां काम कर रही है तो यहां गड़बड़ी और माप और के बीच ट्रांफर फ़ंक्शन और वेरिएबल y1 में बहुत कम लेग है इस गड़बड़ी और इस आउटपुट के बीच अंतराल की तुलना में ट्रांफर फ़ंक्शन से तो अब यह है यह एक अवलोकन है इसलिए यहां एक मध्यवर्ती वेरिएबल है जिसका हम उपयोग नहीं कर रहे हैं शायद इसे मापा जा सकता है शायद इसे बहुत सरलता से मापा जा सकता है उदाहरण के लिए शीतलन रिएक्टर के मामले में मान लें कि हम जैकेट के तापमान को माप सकते हैं तो क्यों नहीं जिसमें बस एक डाल देना शामिल है एक डाल टेम्परेचर सेंसर इसी तरह अधिकांश पोजीशन कंटोल लूप में स्पीड फीडबैक होती है इसलिए डालते हैं इसलिए शाफ्ट क्षेत्र को मापने के लिए बस किसी प्रकार का टैकोमीटर या स्पीड एनकोडर लगाने की आवश्यकता होती है उन्हें मापना बहुत मुश्किल नहीं है लाभ यह है कि अब हमारे पास एक और माप है तो आप देखते हैं कि यदि ऐसा है तो सवाल यह है कि यदि हम कुछ मध्यवर्ती वेरिएबल y1 को माप सकते हैं तो उसे वापस फीडबैक कर सकते हैं क्या यह कोई लाभ देता है वास्तव में यह बहुत लाभ देता है आप फीडबैक में महत्वपूर्ण सुधार कर सकते हैं गड़बड़ी के लिए ट्रांसिएंट रिस्पांस में भी सुधार पॉइंट चंगेस सेट करने के लिए क्योंकि नियंत्रक फिर से काफी बढ़ाया जा सकता है तो यह कास्केड कण्ट्रोल द्वारा प्राप्त किया जाता है तो कैसे हमें वह देखेंगे इसलिए हम कैसकेड कण्ट्रोल को देखते हैं ठीक है तो अब हम क्या कर रहे हैं तो हम सबसे पहले इसे देखेंगे मान लें कि हमने तय किया है कि कुछ इंटरमीडिएट वेरिएबल है कुछ इंटरमीडिएट वेरिएबल y1 है जिसे मैं मापने जा रहा हूं और मैं इसे वापस फीड करने जा रहा हूं इसलिए आप देखते हैं कि अब y फीडबैक लूप यह बाहरी या प्राथमिक लूप है जो स्टैण्डर्ड लूप है इसके अलावा लूप के अंदर हमने एक और लूप रखा है जिसे हम इनर या सेकेंडरी लूप कहते हैं अब क्या है इंटरमीडिएट वेरिएबल का कार्य क्या है कई दिलचस्प कार्य हैं सबसे पहले यदि आप इसे प्राथमिक लूप पॉइंट से देखते हैं तो अब पहले यह लूप में था C1 Gp2 और Gp1 अब हम आपके पास Gp2 की जगह है आपके पास Gp2 है जो कि इस इनर लूप का क्लोज लूप ट्रांसफर फ़ंक्शन है पहले आपके पास केवल यह gp2 था तो G'p2 और Gp2 में क्या अंतर है Firstly G'p2 has much less phase much less phase lag that is that is always true because of the fact that closed loop systems have much less phase lag than open loop systems सबसे पहले Gp2 में बहुत कम फेज है बहुत कम फेज लेग है यह हमेशा इस तथ्य के कारण सच है कि पॉइंट लूप सिस्टम में ओपन लूप सिस्टम की तुलना में बहुत कमफेज लेग है तो यह बहुत कम फेज लेग है जिसका अर्थ है कि यदि आप इसे आउटर लूप पॉइंट से देखते हैं तो यह C1 G'p2 Gp1 संयोजन अब ओवरआल फेज लेग कम हो गया है तो अगर यह कम हो गया है तो C1 का मूल्य जो बढ़ाया जा सकता है नियंत्रक के लाभ का यह मूल्य बढ़ाया जा सकता है सही तो C2 सही हो सकता है जिसका अर्थ है कि ओवरआल ट्रांसिएंट रिस्पांस बढ़ जाएगी क्योंकि अब r r में किसी भी सेट पॉइंट परिवर्तन पर C1 द्वारा बहुत तेजी से कार्रवाई की जाएगी क्योंकि इसके उच्च लाभ हैं तो यह एक बहुत अच्छा लाभ है इसलिए इसका मतलब है कि हमें इस लूप को डिजाइन करना चाहिए जैसे कि इस Gp2 में काफी कम चरण हैं तो हम ऐसा कब कर सकते हैं इसलिए जब C2 के बंद होने पर पॉइंट लूप सिस्टम होता है तो आप पॉइंट लूप ट्रांसफर फ़ंक्शन को देखते हैं यह G2C2 बाय 1 G2C2 है इनर लूप का क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फ़ंक्शन है इसलिए यदि C2 को उच्च बनाया जा सकता है तो यह लगभग 1 के बराबर हो जाता है इसलिए फेज लूप फेज लेग 0 पर कम हो जाता है इसलिए हमें उच्च C2 का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए लेकिन क्या हम उच्च C2 का उपयोग कर सकते हैं हाँ हम कर सकते हैं क्योंकि जहां तक इस लूप का संबंध है यह लूप फेज लेग केवल GP2 है पहले बाहरी लूप से हमें समस्या हो रही थी क्योंकि GP2 और GP1 के फेज लेग वास्तव में जोड़ रहे थे लेकिन अब आंतरिक लूप में हमारे पास केवल GP2 के फेज लेग का ध्यान रखना है उदाहरण के लिए जहां तक हमारे मोटर नियंत्रण का सवाल है GP2 में अधिकतम लगभग 90˚ फेज लेग है इसलिए यदि किसी चीज़ में 90˚फेज लेग पहले आदेश की प्रक्रिया है तो हम सैद्धांतिक रूप से बोल सकते हैं हम C2 के बहुत उच्च लाभ का उपयोग कर सकते हैं और अगर हम C2 के बहुत अधिक लाभ का उपयोग करते हैं तो यह पॉइंट लूप ट्रांसफर फ़ंक्शन लगभग 1 के बराबर होगा इसलिए C2 के लिए होना वास्तव में संभव है इसलिए चूंकि इनर लूप फेज कम है यह बहुत कम हो सकता है यह अक्सर संभव है कि C 2 बहुत अधिक लाभ प्राप्त कर सकता है और फिर आउटर लूप फेज भी काफी कम हो जाता है और इसलिए C1 उच्च लाभ पर हो सकता है इसलिए यह पहली बात है दूसरी बात यह है कि पहले हम सोच रहे थे कि d2 की यह प्रतिक्रिया बहुत धीमी गति से y की यात्रा करती है इसलिए डी 2 की देखभाल करना समय लगता है अब क्या होता है d2 का प्रभाव या यहां तक कि का प्रभाव हम कहते हैं कि अगर हमारे यहां कुछ गड़बड़ी है जैसे कि मोटर के मामले में यहां से यहां तक पहुंचने में लगने वाला समय यहां से बहुत कम है यहाँ तक इसी प्रकार यहाँ से यहाँ तक d2 से यहाँ तक की तात्कालिकता है और चूँकि इस लूप का लाभ बहुत अधिक है इसलिए इस डिस्टर्बेंस डिस्टर्बेंस का प्रभाव यहाँ या यहाँ के लूप में बहुत जल्दी ठीक हो जाता है और यह यात्रा नहीं करता है बाहरी लूप में इसलिए हम आंतरिक लूप के भीतर डिस्टर्बेंस को नियंत्रित करने में सक्षम हैं और हम नहीं हैं हां हम इसे बाहरी लूप पर फैलने से रोकने में सक्षम हैं इसलिए इनर लूप की डिस्टर्बेंस का प्रभाव बेअसर है इनरलूप में बहुत तेज ये बहुत महत्वपूर्ण फायदे हैं और जैसा कि यहां कहा गया है इसलिए आउटर लूप फेज कम है इसलिए C1 ओवरआल सिस्टम के लिए उच्च लाभ और बेहतर ट्रांसिएंट रिस्पांस हो सकती है इसलिए आप देखते हैं कि आपके पास कई फायदे हैं जो आपके पास बेहतर स्थिरता मार्जिन हैं आपके पास हैं आप लूप में इनर लूप की डिस्टर्बेंस को शामिल कर सकते हैं और वे आउटपुट को प्रभावित नहीं करेंगे वे इनर लूप से जुड़े होंगे और तीसरा आपके ओवरआल ट्रांसिएंट रिस्पांस में सुधार होगा क्योंकि आप बाहरी लूप में उच्च लाभ का उपयोग कर सकते हैं और यह सब आपको एक अतिरिक्त माप संख्या एक की कीमत पर मिल रहा है और नंबर दो थोड़ा और अधिक जटिल हैं नियंत्रण लॉ हैं तो ये अक्सर प्रक्रिया के बेहतर नियंत्रण के लिए भुगतान करने के लिए बहुत कम कीमत हैं इसलिए वे बहुत व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं हम एक उदाहरण को एक व्यावहारिक उदाहरण के रूप में देखेंगे इसलिए हम यहां जो कुछ भी कर रहे हैं वह यह है कि हम नियंत्रित करना चाहते हैं यह वह है यह एक प्रकार का एक्सोथर्मिक रिएक्टर है इसलिए हम चाहते हैं इस रिएक्टर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए यह वही है जिसे हम नियंत्रित करना चाहते हैं तो जाहिर है कि हम यहां एक प्रतिक्रिया दे रहे हैं यह बाहरी लूप है इसलिए यह है यह बाहरी लूप प्रतिक्रिया या प्राथमिक लूप प्रतिक्रिया है तो शुरू में हम मान लें कि यह वहाँ नहीं है तो आप देखें कि हम कर सकते थे हम कर सकते थे हम वास्तव में इसे दूर कर सकते हैं और वास्तव में एक ही लूप नियंत्रण में उपयोग कर सकते हैं हम इन भागों को हटा सकते हैं अगर यह प्रतिक्रिया नहीं है उपयोग कर सकते हैं और हमारे पास एक सामान्य नियंत्रण लूप हो सकता है इसलिए गड़बड़ीडिस्टर्बेंस क्या है गड़बड़ीडिस्टर्बेंस हो सकती है कई गड़बड़ीडिस्टर्बेंस हो सकती है उदाहरण के लिए एक फीड तापमान हो सकता है टीएफ जो रिएक्टर के Tr2 तापमान के तापमान को बदल देगा एक गड़बड़ी जो जल्दी असर करेगी वहाँ Tr हो सकता है यह शीतलक तापमान में गड़बड़ी डिस्टर्बेंसभी हो सकती है जिस शीतलक को आप शीतलक के प्रवाह दर को नियंत्रित कर रहे हैं लेकिन शीतलक का तापमान ज्ञात नहीं है शायद ऐसा नहीं है हमारे हाथ में तो शीतलक का तापमान ही गड़बड़ीडिस्टर्बेंस का कार्य कर सकता है और इसे Tr की यात्रा करने में बहुत समय लगेगा क्योंकि सबसे पहले इसे बदलना होगा इस तापमान शीतलक को पूरी जैकेट का तापमान बदलना होगा जो कि स्वयं है हीट ट्रांसफर और मिक्सिंग प्रक्रिया एक बार जब जैकेट का तापमान बदल जाता है तो एक अन्य हीट ट्रांसफर प्रक्रिया के माध्यम से रिएक्टर का तापमान बदल जाएगा और उसके बाद केवल प्रतिक्रिया होगी और उसके बाद केवल प्रवाह दर प्रभावित होगी तो अब इसके बजाय अगर हम उपयोग करते हैं तो इसके बजाय यदि हम उपयोग करते हैं तो अब हम कास्केड नियंत्रण लूप का उपयोग करने जा रहे हैं इसलिए हमने एक और माप किया है ठीक है एक पल कृपया मैं ध्यान रखना चाहता हूं इरेज़र ठीक है मुझे यह मिल गया हाँ तो हमारे पास जो है वह इसके बजाय है हमारे पास एक कैस्केड नियंत्रण लूप है जहां हम अब इस अतिरिक्त माप को शामिल कर रहे हैं जिसे जैकेट तापमान कहा जाता है और हम इसे वापस खिला रहे हैं ठीक है इसलिए यह हमारा है यह मेरा सेकेंडरी लूप या इनर लूप है और यह मेरा प्राइमरीप्राथमिक लूप है इसलिए अब क्या मैं कर रहा हूं मैं दे रहा हूं इसलिए यह है इसलिए प्राइमरीप्राथमिक लूप फीडबैक है कि एरर यह पहले नियंत्रक पर आ रही है इसलिए यह मेरा C1 है और यह एक और तापमान नियंत्रक है जो जैकेट के तापमान को नियंत्रित करता है जो कि मेरा C2 है और अंत में यह मेरा u है अब क्या होता है कि अगर शीतलक तापमान में बदलाव होता है तो इससे TJ बहुत तेजी से प्रभावित होगा और इसे प्रतिक्रिया मिलेगी और इसलिए फ्लो रेट स्वचालित रूप से बदल जाएगी बहुत जल्दी इससे पहले कि यह रिएक्टर तापमान को प्रभावित करना शुरू कर सकता है इसलिए यह a है इसलिए यहां a है वास्तव में मेरा मतलब है रासायनिक प्रक्रियाओं में ऐसे तापमान नियंत्रण छोरों लगभग हैं बिना अपवाद के वे वहाँ कैस्केड हो जाते हैं जैसे मोटर पोजिशन कंट्रोल लूप्स में हमेशा हमेशा a मेरा मतलब है वेलोसिटी फीडबैक बहुत दुर्लभ है जब आपके पास कैस्केड कंट्रोल नहीं होता है तो हम आते हैं तो यह एक है यह है मैं मूल रूप से उस स्थिति को मॉडल करने की कोशिश कर रहा हूं इसलिए यह दिखाता है कि चीजें कैसी हैं इसलिए ΔFC जो कूलेंट के फ्लो में बदलाव है पहले आप में ताकि मुझे माफ करना तो यह सिर्फ दिखाता है कि यह ΔFC जैकेट के माध्यम से इस ΔTJ को प्रभावित करता है इसी तरह यह ΔTC वास्तव में वास्तव में ये प्रभाव यह प्रवाह और तापमान हैं ये प्रभाव वास्तव में गुणात्मक हैं इसलिए मैंने उनके वेतन वृद्धि पर विचार किया है ताकि वे योगात्मक बनें तो इससे पता चलता है कि यह ΔTC भी ΔTJ को प्रभावित करता है और फिर एक बार ΔTJ स्थापित हो जाता है तो ΔTJ और ΔTR के बीच एक रिएक्टर हीट ट्रांसफर डायनेमिक्स होता है और इसी तरह फ़ीड तापमान परिवर्तन भी रिएक्टर डायनेमिक को प्रभावित करता है इसलिए यह एक डिस्टर्बेंस डी 1 है और यह डिस्टर्बेंस डी 2 है और हम इस जैकेट के चारों ओर एक प्रतिक्रिया दे रहे हैं और फिर से रिएक्टर के आसपास एक और प्रतिक्रिया दे रहे हैं तो मूल रूप से यह उस बात को समझा रहा है तो इसलिए इसे कैस्केड नियंत्रण समझा जा रहा है जो कुछ टिप्पणियों को देखते हैं कि महत्वपूर्ण टिप्पणी यह है कि सबसे पहले सेकेंडरी लूप पी नियंत्रकों का उपयोग कर सकते हैं क्यों हम जानते हैं कि पी नियंत्रकों स्थिर राज्य एरर में परिणाम कर सकते हैं इसलिए लेकिन ऐसा होता है कि उदाहरण के लिए सबसे पहले सेकेंडरी लूप आउटपुट एक वास्तविक आउटपुट नहीं है इसलिए यहां तक कि अगर कोई स्थिर राज्य एरर है जो हम नहीं जा रहे हैं तो हम रुचि नहीं रखते हैं जैसा कि मेरा कहना है उस आउटपुट को नियंत्रित करने के लिए दूसरे हमने पहले ही देखा है कि यदि कोई स्टेडी स्टेट एरर है तो इसका तरीका क्या है इसके चारों ओर जाने का एक तरीका सेट पॉइंट को बढ़ाकर है इसलिए मान लीजिए कि यदि आप सौ देते हैं तो नियंत्रण में कोई स्थिर स्थिति है क्योंकि कुछ आनुपातिक नियंत्रक है और यहां आपको 95 मिलता है आप जानते हैं कि आपको इस लूप में एक स्टेडी स्टेट एरर मिलती है फिर आसपास जाने का एक तरीका है यह समस्या यह है कि आप 100 देने के बजाय आप 105 देते हैं यदि आप 105 देते हैं तो आप संभवतः कुछ बहुत बहुत करीब 997 या 8 या कुछ और प्राप्त करेंगे तो तकनीक यह है कि आप सेट पॉइंट को एडजस्ट करते हैं अब इनर लूप के लिए जो सेट पॉइंट को एडजस्ट करते हैं कि सेट पॉइंट बाहरी लूप द्वारा समायोजितएडजस्ट किया जाता है इसलिए दिलचस्प बात यह है कि अगर कोई स्टेडी स्टेट एरर है तो क्या होगा कि बाहरी लूप धीरे धीरे सेट पॉइंट को इनर लूप में समायोजित एडजस्ट करेगा और स्टेडी स्टेट एरर गायब हो जाएगी इसलिए आप P नियंत्रकों कंट्रोलर्सका उपयोग कर सकते हैं सेकेंडरीआमतौर पर फ्लो कण्ट्रोल लूप्स अक्सर सेकेंडरी लूप्स होते हैं और एक महत्वपूर्ण लाभ भी है क्योंकि इस प्रवाह नियंत्रण उपकरणों को वाल्व या कभी कभी बहुत ही नॉनलाइनर कहा जाता है तो कुछ एक नॉनलाइनर का मतलब है जो हर समय देखते हैं हमारे पास विभिन्न नॉनलाइनर सिस्टम हैं और हम उन्हें देख रहे हैं हम हैं कि हम लीनियर कण्ट्रोल थ्योरी का उपयोग करके उनका विश्लेषण करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम उपयोग कर रहे हैं आप उनकी वृद्धिशील विशेषता जानते हैं कि हम लोकल लूप को ले रहे हैं और फिर हम विशेषता में लोकल स्लोप्स पर विचार कर रहे हैं और हम उन्हें लाभ के रूप में मान रहे हैं तो वाल्व इंक्रीमेंटल गेन आपके द्वारा संचालित प्रवाह के किस क्षेत्र के आधार पर काफी बदल जाता है तो अब और याद रखें कि आप पिछड़ गए हैं इसलिए आप समग्र प्रक्रियाओवरआल गेन को कम रखना चाहते हैं तो और यह प्रक्रिया लाभ बदलती रहती है क्योंकि वाल्व लाभ अलग अलग रहता है इसलिए मेरा क्या मतलब है आप एक नियंत्रककंट्रोलर कैसे डिज़ाइन करते हैं तो एक नियंत्रककंट्रोलर डिजाइन करने के लिए आपको रखना होगा आपको रखना होगा आपको नियंत्रक कंट्रोलर लाभ का एक अनुमान लगाना होगा ताकि हाई वाल्व लाभ के लिए भी यह अस्थिर सही नहीं होगा लेकिन यहां क्या होता है कि चूंकि वाल्व इनर लूप में है इसलिए इनर लूप नियंत्रक कंट्रोलर कल्पना करें पॉइंट लूप नियंत्रण का काम क्या है पॉइंट लूप नियंत्रण का काम देखें ऐसा है कि भले ही कोई भिन्नता हो पॉइंट लूप ट्रांसफर फ़ंक्शन प्रभावित नहीं होता है तो वाल्व विविधताओं के क्लोज्ड लूप को वास्तव में इनर लूप में ध्यान रखा जाता है और बाहरीआउटर लूप में आप एक डिजाइन कर सकते हैं इसलिए आंतरिकइनर लूप विशेषता पॉइंट लूप विशेषता बदलता रहता है वाल्व लाभ भिन्नताओं के कारण बहुत कम और आप कर सकते हैं आप नियंत्रक लाभ का बेहतर अनुमान लगाने में सक्षम हैं तो यह कैसकेड नियंत्रण का एक और फायदा है लेकिन कैस्केड नियंत्रण के प्रभावी होने के लिए हमें यह याद रखना चाहिए कि यह ओवर आल फेज लेग इस GP1 और GP2 पर अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए क्योंकि मान लीजिए GP1 एक निरंतर k है कोई फेज लेग नहीं है और सभी फेज लेग GP2 में है फिर क्या होता है फिर यहां एक प्रतिक्रिया देने का विचार क्या है फिर देखें ओपन लूप प्लांट की प्रतिक्रिया ओपन लूप प्लांट का लूप गेन लूप फेज एक ही है क्योंकि दोनों ही स्थिरांककांस्टेंट हैं इसलिए फेज लेग की समस्या अभी भी बनी हुई है और पूरी समस्या बाहरी लूप में आएगी तो यह पुराने मामले की तरह होता जा रहा है वैसे ही अगर आप डालते हैं इसी तरह यदि आप इसे K के रूप में रखते हैं और यह GP1 के रूप में है और यहाँ पर सभी चरण अंतराल डालते हैं तो समस्या आंतरिक लूप तय करने की होगी तो आंतरिक लूप नियंत्रक में अब समग्र प्रक्रिया के समान स्थिरता की समस्याएं होंगी तो वास्तव में स्थितियों में कैस्केड नियंत्रण अच्छी तरह से या दूसरे शब्दों में यह काम नहीं करता है इसलिए आप क्या करते हैं इसलिए आपको एक वैरिएबल चुनना होगा ताकि कैस्केड कंट्रोल में फीडबैक के लिए हम जिस वैरिएबल को चुनते हैं वह बहुत ही विवेकपूर्ण तरीके से चुना जाए इसे चुना जाना चाहिए ऐसा है कि यह प्लांट को संतुलित चरणों फेज की दो उप प्रक्रियाओं में विभाजित करता है फिर कैस्केड नियंत्रण लूपकास्केड कण्ट्रोल लूप वास्तव में अच्छी तरह से काम करेगा तो और अच्छी तरह से कई अन्य मुद्दे हैं जिन पर हम यहां विचार नहीं करने जा रहे हैं लेकिन उदाहरण के लिए हो सकता है एक्ट्यूएटर्स की संतृप्तिसातूरेशन के मुद्दे हो सकते हैं आपके लिए आंतरिक लूप और बाहरी की आवृत्ति पता लगाने के मुद्दे होंगे लूप वह होता है जब समग्र लाभ बंद लूप में कुछ आवृत्ति पर आंतरिक लूप में और बाहरी लूप में कुछ अन्य आवृत्ति में शिखर होगा इसलिए ऐसे हैं वे डिजाइन के अधिक जटिल मुद्दे हैं और हमें इस स्तर पर उन्हें देखने की आवश्यकता नहीं है